इस लैक्चर में हम पेयरवाइज एलाइनमेंट के बारे में समझेंगे पिछली क्लास में हमने जीवो में पाए जाने वाले मैक्रोमोलीक्यूल के बारे में बात की थी इनके सीक्वेंस को हम कैसे पता चला कर सकते हैं देखा था हमने अलग अलग डेटाबेस के बारे में बात की जैसे डीएनए सीक्वेंस को ज्ञात करने के लिए डेटाबेस होता है EMBL EMBL Genbank and DDBJ right DNA data bank of Japanऔर प्रोटीन सीक्वेंस के लिए छात्रPIR औरUniProt जैसेEMBL जीन बैंकDDBJ और जापान का डीएनए डाटा बैंक जो प्रोटीन सीक्वेंस के लिए महत्वपूर्ण है इसके अलावाPIR औरUni Port तो यदि आपके पास अलग अलग जीवो के सीक्वेंस है तो यह आपस में कितने समान या असमान है इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं जो सीक्वेंस को कंपेयर करती है इनके बारे में इस लेक्चर में डिसकस करेंगे पिछली क्लास के लेक्चर को रिवाइज करते हैं हमने प्रोटीन के प्रायमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी यह प्रोटीन का लीनियर सीक्वेंस होता है इसमें मुख्य चेन एक सी होती है जबकि साइड चेन अलग होती है तो यदि आप देखेंNH2 C alphaCNC अल्फाCOOH है तो आपके पास हाइड्रोजन औरR ग्रुप है R1 और R2 एमिनो एसिड है इनके बीच में बॉन्ड बनने पर एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है हम जानते हैं की 20 अलग प्रकार के एमिनो एसिड रेसिड्यू होते हैं जो चेन बनाते हैं और जैसे हमने डिस्कस किया था की प्रकृति स्वयं एमिनो एसिड को चुनती है प्रोटीन बनाती है यह विशेष एमिनो एसिड का कांबिनेशन फंक्शनल प्रोटीन बनाता है फिर हमने यह डिस्कस किया की हम अलग अलग प्रोटीन की सीक्वेंस को कैसे जान पाएंगे अभी तक 70 मिलियन सिक्वेंस से भी ज्यादा सीक्वेंस पता चल चुके हैं पहले यह कार्य मैनुअली होता था और बुक भी छपी थी जिसे एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस कहते हैं इसके पश्चात जार्जटाउन यूनिवर्सिटीमें प्रोटीन इनफॉरमेशन रिसोर्स डेवलप्ड किया गया जिसेPIR कहते हैं इसी बीच म्युनिख रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ बायोइनफॉर्मेटिक्स ने सीक्वेंस कलेक्ट कर के रखने की कोशिश कीSwiss Prot ने भी यह काम किया इन्होंने सीक्वेंस एनालाइज करने के लिए कई टूल विकसित किए इसके पश्चात इन्होंने consortium बनाया इन्होंनेUniprot डेटाबेस बनाया जो अधिकतम व्याख्या और मिनिमल रिडंडेंसी पर कार्य करता था तो UniProt का मुख्य गुण क्या है हाई लेवल ऑफ एंनोटेशन छात्र मिनिमल रिडंडेंसी हाई इंटीग्रेशन तो यह सबUniProt के विशेष फीचर है यह हाई इंटीग्रेशन दूसरे डेटाबेस के साथ दिखाता है इसके बहुत सारे फीचर हैं यह दो या तीन अलग ग्रुप में क्लासिफाई है पहले दो ग्रुप मैं जनरल इनफार्मेशन जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर और फंक्शन तथा दूसरे भाग में सीक्वेंस इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इनफार्मेशन और इंटरेक्शन इंफॉर्मेशन तथा डेटाबेस के लिंक दिए गए हैं तीसरे भाग में एंजाइम उनके पाथवे आदि है इनमें हाई लेवल इंटीग्रेशन और दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक तथा लिटरेचर उपलब्ध है इससे डाटा प्राप्त करने के लिए पहले सर्च ऑप्शन पर जाकर यदि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लिखें तो हमें सीक्वेंस की लिस्ट प्राप्त होगी यदि हम रिडंडेंसी को अलग करना चाहे तो हम यह भी कर सकते हैं किंतु UniProt मैं केवल कुछ ही ऑप्शन है इसमें बहुत से ऑप्शन उपलब्ध है जैसे90 या50 यदि आप 50ऑप्शन पर जाएं तो आप अलग तरह से एनालिसिस करेंगे इसके पश्चात यदि आप किसी विशेष प्रोटीन में इंटरेस्टेड है तो आप उस प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जैसे हमने हीमोग्लोबिन की बात की इसका सीक्वेल प्राप्त कर उसके कार्य और post translational मॉडिफिकेशन साइट और बाइंडिंग साइट के बारे में प्रत्येक इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं अब हम एलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं यह विकासवाद से संबंधित है से संबंधित है यह लंबे समय के विकास से विकसित हुआ है यदि हमारे पास एक सीक्वेंस है और हमारे पास दूसरा सीक्वेंस हो तो यह दो सीक्वेंस को हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं इन सीक्वेंस में क्या समानता या भिन्नता है यदि सीक्वेंस वन और सीक्वेंस दो को देखें तो आप इनमें कुछ भिन्नता देख सकते हैं कुछ जगह पर पूर्ण समानता और किसी जगह पर असमानता दिखाई देगी इसके पश्चात आप इनका संबंध देख सकते हैं इनका कार्य और इसके कार्य करने के तरीके को यहकिस तरह प्रभावित करता है देख सकते हैं यहां हमारे पास दो उदाहरण है पहला मनुष्य में पाया जाने वाला हिमोग्लोबिन और दूसरामुर्गी में पाए जाने वाला हिमोग्लोबिन इनकी समानता और भिन्नता के बारे में देखते हैं इन सीक्वेंस की कंपैरिजन के लिए हम एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं कि कहां तक यह सीक्वेंस समान है और कहां इनमें भिन्नता है यहां कोई जगह यह समान हैWGKVNV किन्ही दो सीक्वेंस की तुलना के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है जैसे यहांKYH समान है किंतु आगे फिर से अंतर दिखाई दे रहा है इसके लिए अलग अलग मेथड उपलब्ध है इनके द्वारा आप दो सीक्वेंस को कंपेयर कर सकते हैं यह पेयरवाइज कंपैरिजन कहलाता है सबसे सरल विधि डॉट डॉट प्लॉट विधि है यह दो सीक्वेंस को कंपेयर कर देती है इसे इस तरह समझा जा सकता है हम पहले डॉट लगाते हैं फिर कुछ मिनट बाद प्लॉट बनता है जिससे हमें यह पता चल सकता है जी दोनों रेसिड्यू एक ही जगह पर हैं या इनमें कुछ अलग है यह एक दूसरे से अलग शिफ्ट हो रहे हैं भी दिख जाता है हमें प्लॉट में रिपीट इंफॉर्मेशन भी मिलती है दो सीक्वेंस में लंबा जुड़ाव या डीलीशन देखा जा सकता है यदि यह स्विफ्ट पहले सीक्वेंस या दूसरे दिखाई दे या कुछ एलाइन सीक्वेंस दिखाई दे जो लोकल एलाइनमेंट हो सकता है पूरे सीक्वेंस को करने की जगह हम केवल छोटे भाग का एलाइनमेंट देख सकते हैं पूरे सीक्वेंस को करने की जगह हम केवल छोटे भाग का एलाइनमेंट देख सकते हैं इसके पश्चात हम ग्लोबल एलाइनमेंट देखेंगे इसके द्वारा हमें पूरा एलाइनमेंट और सीक्वेंस का कंपलीट सेट मिल जाएगा उदाहरण के तौर पर आप पूरे प्रोटीन या उसके कुछ सीक्वेंस को एलाइन कर सकते हैं कुछ भाग का सीक्वेंस या पूरा सीक्वेंस करना है यह हम अगली क्लास में समझेंगे तो यहां डॉट प्लॉट है यह सबसे साधारण विधि है यदि हमारे पास सीक्वेंसA है और सीक्वेंस B है और यदि एक समान है तो दोनों सीक्वेंस के बीच एक समान प्लॉट प्राप्त होगा इसे कैसे करते हैं यदि मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं तो इसे दूसरे सीक्वेंस से कंपेयर करो इसके लिए ग्राफ बनाकर देख सकते हैं एक्स और y axis पर mi9 एसिड सीक्वेंस प्लॉट करते हैं तो यदि आपके पास दो सीक्वेंस है आप इनके प्लॉट बना ले जैसे यहांAIKTLVAATAVऔर y axis पे AIKLVAAITA है एल वी पुनः ए ए ए ए देख रहे हैं इसके बाद टी ए वी है आपको लगातार डॉट मिलता है तो आप लाइन खींच सकते हैं आपको यहां डायगोनल भी मिल सकता है जैसे यहां ए आई के के बीच में है Student अब आप दूसरी साइड देखें तो यहां पर स्विफ्ट दिखाई दे रहा है यह दो सीक्वेंस के बीच में है यदि आपLVAA देखें तो समान दिखाई दे रहा है केवल एक रेसिड्यू को छोड़कर यदि सीक्वेंस था तो यह थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा रेसिड्यू वास्तव में मैच कर रहा है किंतु डॉट प्लॉट के द्वारा हम यह मैच बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं यहां फर्स्ट सीक्वेंस में स्विफ्ट दिखाई दे रहा है इसी तरह अगले सीक्वेंस में डायगोनल के ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है इसी तरह अगले सीक्वेंस में डायगोनल के ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है आप आसानी से प्लॉट बनाकर देख सकते हैं की इसमें एग्जैक्ट मैच है यह डायगोनल पर है या उसके ऊपर या नीचे फिर आप दो सीक्वेंस के बीच आईडेंटिकल प्लेस देख सकते हैं और डॉट प्लॉट में डायगोनल देख सकते हैं आप अलग अलग विंडो साइज उपयोग कर सकते हैं थ्रेसोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर दूसरी विंडो पर देखने पर भी यह ऐसा ही दिखाई देगा इस तरह आप डिफरेंट विंडो साइज थ्रेसोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि विंडो साइज5 है तो आप5 को 5 से कंपेयर कर मैचिंग है या नहींदेख सकते हैं यदि विंडो साइज5 है देख सकते हैं यदि थ्रेसोल्ड तीन है यह मैच कर रहा है या नहीं यह यहां पर डॉट रखकर फिर उससे अलग अलग प्लॉट बनाकर सीक्वेंस डिफरेंट देख लेंगे अब एवरेज विंडो लेकर हम3 या4डिफरेंस देख सकते हैं आप यहां एक स्मूथ प्लॉट देख रहे हैं यह सीक्वेंस 1 और 2 के बीच में है यदि सिंगल म्यूटेशन है तो हमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा किंतु डॉट प्लॉट से हम यह म्यूटेशन आसानी से देख सकते हैं जैसे यह प्रोटीन डाटा है यहां x axis पर एमिनो एसिड सीक्वेंस है y axis पर यह अमीनो एसिड सीक्वेंस 150 है तो हम देखेंगे कुछ जगह समान हैं औरपहले कुछ रेसिड्यू एकदम सामान है इस तरह हमारे पास 100 रेसिड्यूका सीक्वेंस है जिनमें डिफरेंस देखा जा सकता है कई रेसिड्यू आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं हम कई प्रोटीन के प्लॉट बना सकते हैं और देख सकते हैं की यह आपस में किन सीक्वेंस में मिल रहे हैं क्या यह दो सीक्वेंस में एक समान है क्या इनके बीच में एलाइनमेंट है तो हम वह जगह देखते हैं रेसिड्यू के बीच में लंबा स्ट्रेट है स्ट्रेच है लगभग 100 रेसिड्यू का यदि आपके पास 100 रेसिड्यूज हैतो आप देखेंगे कि बहुत सारे रेसिड्यूज आपस में मिलते जुलते हैं तो हम सभी प्रोटीन के प्लॉट बना लेंगेअब हम यह देख सकते हैं कि यह प्रोटीन सीक्वेंसआपस में कितने मिलते जुलते हैं अब एलाइनमेंट क्या है देखते हैं सिंपल एलाइनमेंटजैसा हमने पहले देखा एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस से कहां तक एलाइनमेंट है कहलाता है और इनका आपस में मैच और लक्षण कहां तक मिल रहे हैं अब हम डिफरेंट सीक्वेंस देखते हैं जैसे हम एक सीक्वेंस लेते हैं उसके साथ दूसरा सीक्वेंस ले यदि पहलाAITVSA और दूसराAITAA है तो आप इन दोनों सीक्वेंस को देखेंगे कि क्या यह एलाइनमेंट दिखा रहे हैं यहां valine की जगहalanine आ गया है यह म्यूटेशन का कारण है इस तरह एक अमीनो एसिड का दूसरे के द्वारा रिप्लेस करना म्यूटेशन होता है अब दो और एस्पेक्ट लेते हैं पहला insertionयहां पर हम एक एमिनो एसिड को कहीं मध्य में जोड़ देते हैं जैसेAIT मैं S जोड़ना अब सीक्वेंसAIST हो जाएगा इसे एडिशन कहते हैं तो पहला म्यूटेशन है जिसमें एमिनो एसिड बदल जाता है जैसेA की जगहV याV की जगहA का आना तीसरा प्रकार डीलीशन है इसमें 1 अमीनो रेसिड्यू को अलग कर दिया जाता है उदाहरण के तौर पर यदिAIST है तो इसमें से यदिI डिलीट कर दिया जाए तो अब सीक्वेंस होगाAST तो इस तरह से सीक्वेंस में चेंज म्यूटेशन insertion या deletion के कारण होगा इस तरह 3 तरह से सीक्वेंस चेंज होता है जैसे म्यूटेशन इंर्सन डीलीशन सामान्यतः म्यूटेशन ज्यादा देखा जाता है जबकि insertion औरdeletion कम होता है यदि किसी जीव के अलग अलग सीक्वेंस सेट देखे जाएं तो आप इसमें म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखेंगे एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड से परिवर्तन की ज्यादा उम्मीद होती है किंतु insertion औरdeletion की उम्मीद कम होती है इन्हें हम गैप के रूप में देखते हैं किंतु यह बहुत कम पाए जाते हैं अतः जब सीक्वेंस एलाइनमेंट बनाए जाते हैं तो यह हाई पेनाल्टी से प्रभावित होते हैं अब दो उदाहरण देखते हैं पहला सीक्वेंस वन और सीक्वेंस टू यह आपस में कैसे रिलेटेड है यदि हमारे पास समान एमिनो एसिड है और यह दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से कहां तकसंबंधित है तो पहले हम डॉट प्लॉट बनाएंगे अब इसमें कहां पर समान एमिनो एसिड है या INSERTION DEL ETIONहै तो हम न्यूमैरिक सिस्टम से इवेलुएट करेंगे की दो सीक्वेंस आपस में कहां तक एलाइन करते हैं यह एलाइनमेंट अच्छा है या बुरा देखने के लिए कुछ matRices develop करते हैं इसके लिए 3 measures की आवश्यकता होती है यह सीक्वेंस वन को सीक्वेंस दो के साथ रिलेट होने के आधार पर इसको स्कोर देने के लिए उपयोगी है जहां हमें स्कोरिंग नापने के की आवश्यकता होगी हमारे पास तीन अलग प्रकार का नापने का तरीका है जैसा हमने पहले तीन प्रकार के परिवर्तन देखें छात्र म्यूटेशनInsertion यह म्यूटेशनinsertion औरdeletion हैं इन्हें हम गैप के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो म्यूटेशन के लिए गैप पेनाल्टी म्यूटेशन के टाइप पर निर्भर करेगी कुछ केस में वही रेसिड्यू होगा तो कोई चेंज नहीं दिखेगा तो यह रिवॉर्ड होगा क्योंकि यहां एक समान रेसिड्यू मेंटेन हो रहे हैं और सीक्वेंस समान है